तो यह पिन डायोड है यहां पिन डायोड का मॉडल इस विशेष नेटवर्क के द्वारा दिया गया है तो यहां आप क्या देख सकते हैं कि यह एक Cj जो कि एक जंक्शन कैपेसिटेंस है जंक्शन रजिस्टेंस के साथ समांतर में इसके बाद वहां एक सीरीज रजिस्टेंस है वहां एक सीरीज इंडक्टेंस है कभी कभी इसे पैकेज इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं और यह पूरी चीज CP के साथ समांतर में रखते हैं जो कि एक पैकेज कैपेसिटर है अब सामान्यता CP की वैल्यू 01 से 05 pF हो सकती है और पैकेज इंडक्टेंस 01 से 2 nH तक हो सकता है मैं बताना चाहता हूं कि 2nH बहुत कम स्थिति में होता है अधिकांश समय यह 1nH से कम होगा तो जब डायोड फॉरवर्ड बॉयस होता है ठीक है तो यहां आप सब क्या करते हैं यहां देते हैं और 0 वोल्टेज यहां देते हैं तब डायोड फॉरवार्ड बॉयस होगा अब सच कहें तो PN जंक्शन के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज सामान्यता 07 वोल्ट के आसपास होता है लेकिन पिन डायोड के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज लगभग 15 से 2 वोल्ट के बीच आवश्यक होता है और यहां तक कि कुछ और अधिक यह पिन डायोड के स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है और अधिकांश समय फॉरवर्ड वोल्टेज इंटर्नशिक लेयर की चौड़ाई पर निर्भर करता है ठीक है तो पिन डायोड को स्विच की तरह डिजाइन करने के पहले कृपया स्पेसिफिकेशन को पढ़ें कि न्यूनतम फॉरवर्ड वोल्टेज कितना आवश्यक है ठीक है तो जब पिन डायोड फॉरवार्ड बॉयस है तो यहां हम लगभग 2 वोल्ट लेते हैं तो जब 2 वोल्ट यहां देते हैं तब डायोड फॉरवार्ड बॉयस होगा और यह पूरा नेटवर्क एक फॉरवर्ड रजिस्टेंस जोकि RF है के द्वारा दर्शाया जा सकता है लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि कई बार फॉरवर्ड बॉयस में हम सीरीज इंडक्टेंस को भी यहां जोड़ते हैं ठीक है तो भ्रमित नहीं होना है बाद में आप देखोगे कि हम सीरीज में RF के साथ इंडक्टेंस को भी लेंगे ठीक है लेकिन सच कहें तो कैपेसिटेंस पिक्चर में नहीं आता है जब डायोड रिवर्स बॉयस होता है अब ऐसी विशेष स्थिति में क्या होगा यह कंडक्ट नहीं करता है तो यह एक सीरीज में रजिस्टेंस Rr के साथ जंक्शन कैपेसिटेंस की तरह व्यवहार करेगा ठीक है तो सामान्यता जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू 001 से 2 pF तक हो सकती है आप देख सकते हैं कि यह कैपेसिटेंस की बहुत ही कम वैल्यू है और कैपेसिटेंस की बहुत कम वैल्यू के कारण पिन डायोड बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग हो सकता है ठीक है और सच कहें तो फिर से सीरीज रजिस्टेंस भी इसी तरह का हो सकता है लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार आप वास्तव में देखोगे कि यह विशेष रजिस्टेंस kΩ के आर्डर का भी हो सकता है तो फिर से यह बहुत जरूरी है कि जो भी पिन डायोड आप लेते हैं उसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ें तो अब पिन डायोड का एक स्विच की तरह एप्लीकेशन देखते हैं तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम देखने जा रहे हैं वह SPST है सिंगल पोल सिंगल थ्रो इसे SPIT भी कहते हैं आप कह सकते सिंगल पोल वन थ्रो ठीक है तो एक स्विच की आवश्यकता कहां होती है तो सबसे पहले एक स्विच को देखते हैं हमें एक स्विच की आवश्यकता क्यों होती है मेरा मतलब है कि आप अपने घर पर एक साधारण स्विच के बारे में सोचो आप चाहते हैं कि पंखा चालू हो अथवा पंखा बंद हो तो आप क्या करते हैं आप स्विच को चालू करते हैं या स्विच को बंद करते हैं ठीक है तो आपको एक स्विच मिलता है जिसे सिंगल पोल सिंगल थ्रो से जाना जाता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि ऑन अथवा ऑफ यही एक ट्यूबलाइट के लिए भी ले सकते हैं आप चाहते हैं कि यह चालू हो अथवा आप चाहते हैं कि यह बंद हो ठीक है तो यह एक साधारण स्विच है हम आपको पहला कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं जो कि एक सीरीज स्विच है बाद में मैं आपको संट स्विच और उसके बाद सीरीज और संट स्विच के कॉन्बिनेशन दिखाऊंगा ठीक है तो एक पिन डायोड साधारण से Zd के द्वारा मॉडल किया जा सकता है जहां Zd RjX है अब इसी तरह यदि यह फॉरवर्ड वाइस है तब यह फॉरवर्ड रजिस्टेंस के साथ सीरीज इंडक्टेंस होगा अगर यह डायोड रिवर्स वाइस है तब यह एक रिवर्स रजिस्टेंस के साथ जंक्शन कैपेसिटेंस होगा ठीक है तो R और X की वैल्यू पिन डायोड की वाईसिंग के अनुसार परिवर्तित होगी कृपया ध्यान रखें कि हमें पूरी तरह से फॉरवर्ड वाइस या पूरी तरह से रिवर्स वाइस करना है ठीक है और पूरी तरह से रिवर्स वाइस करना बहुत आसान है आप केवल 0V दे या कभी कभी लोग नकारात्मक वोल्टेज भी देते हैं तो इसका एनालिसिस अपेक्षाकृत आसान है हम जानते हैं कि एक सीरीज इंपेडेंस को हम लिख सकते हैं कि A B C D 1 Z 0 1 1 Zd 0 1 तो यहां से हम ABCD पैरामीटर से S पैरामीटर में परिवर्तन कर सकते हैं ठीक हैं अब हम S21को देख रहे हैं लेकिन दूसरे पैरामीटर भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं तो S21 क्या है S212ABZoCZoD तो जब डायोड फॉरवर्ड वाइस है जो कि इस स्थिति में स्विच ऑन है तो जब स्विच ऑनहै यहां फॉरवर्ड वाइस है आप कह सकते हैं कि अगर यह फॉरवर्ड वाइस है तो जो भी इनपुट यहां दिया जाता है वह आउटपुट में जाएगा और जब पिन डायोड रिवर्स वॉइस है तो जो भी इनपुट दिया जाता है प्रायोगिक रूप से कुछ भी यहां नहीं जाना चाहिए ठीक है तो ऑन अवस्था में R Rf X ωL जहां L सीरीज इंडक्टेंस है तो अब हम प्राप्त कर सकते हैं कि इनसरसन लॉस क्या है इनसरसन लॉस अगर आप देखो तो इसे इस तरह परिभाषित करते हैं इनसरसन लॉसα dB 20log101 20log101RjXZo012 मैं यह बताना चाहता हूं कि मूल रूप से S21 नकारात्मक होगा माना कि हम यहां एक देते हैं तो यह हमेशा एक से कम होगा ठीक है तो यहां जब हम 1 लेते हैं इसका मतलब है इनसरसन लॉस एक पॉजिटिव नंबर होगा तो साधारण रूप से कहें तो हम कहते हैं कि इनसरसन लॉस 1 dB या 2 dB है हम 1dB या 2 dB नहीं लिखते हैं तो चूकि S21 एक नकारात्मक dB वैल्यू है तो 1 S21 एक सकारात्मक इनसरसन लॉस होगा अब हम S21 की वैल्यू एक्सप्रेशन में रखते हैं और हम जानते हैं कि ABCD पैरामीटर क्या है तो यहां से शीघ्रता से देखते हैं तो यह 1 ऊपर की ओर जाएगी इनसरसन लॉसα dB 20log101 S21 20log10ABZoCZoD2 20log10 20log101RjXZo01220log102RjXZo220log101R2ZojX2Zo 20log101R2Zo2X2Zo212 10log101R2Zo2X2Zo2 तो दी हुई वैल्यू R Rf X ωL के लिए प्राप्त कर सकते हैं कि इस स्विच के लिए इनसरसन लॉस क्या है आदर्श रूप से हम इनसरसन लॉस 0 dB के लगभग चाहते हैं लेकिन प्रायोगिक रूप से यह कभी भी 0 dB नहीं होगा जैसा कि हमने देखा कि R एक निश्चित वैल्यू है X एक निश्चित वैल्यू है तो इनसरसन लॉस भी एक निश्चित वैल्यू होगा तो अब देखते हैं कि जब डायोड रिवर्स बॉयस होता है तब क्या होगा अब R Rr और X1 ωCj जब डायोड रिवर्स बॉयस होता है तोयहां अब इनसरसन लॉस बोलने की बजाय उस स्थिति में जब स्विच ऑन था अब स्विच ऑफ है इसलिए हम इसे आइसोलेशन कहते हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच आइसोलेशन कितना है आदर्श रूप से हम आइसोलेशन को इनफाईनाइट चाहेंगे ठीक है लेकिन प्रायोगिक रूप से यहां आइसोलेशन 20 dB या 30 dB या 40 dB होगा आप देखते हैं कि एक दी गई एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम कितने आइसोलेशन की आवश्यकता होती है तो फिर से आइसोलेशन का एक्सप्रेशन पहले के जैसा है केवल एक अंतर है कि RRf जो हमने पहले रखा था की जगह अब हम R Rr ले रहे हैं और पहले जो X को wLरखा था उसे X1 ωCj रखते हैं तो अटेंन्यूशन का एक्सप्रेशन पहले के जैसा ही रहता है केवल फॉरवर्ड वाइस के लिए एक अंतर आता है यह Rf होगा और यह ωL होगा रिवर्स बॉयस के लिए यह Rr होगा और यह X1 ωCj होगा अब देखते हैं हम पिन डायोड की वायसिंग कैसे करते हैं तो हम वायसिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो यहां यह जिसको आप पोर्ट 1 कहते हैं यह पोर्ट 2 है और यह DC वोल्टेज जिसको यहां दिया गया है तो यह एक वॉइस वोल्टेज है आप यहां देख सकते हैं कि ये एक RF चौक है इसके बाद यहां एक डायोड है और इसके बाद यह एक RF चौक जोकि ग्राउंड से जुड़ा है तो DC वोल्टेज यहां से जाता है और यहां जाता है और इसके बाद अंत में यहां ग्राउंड से जुड़ता है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एक कैपेसिटेंस है जो वोल्टेज से ग्राउंड को जुड़ा है यह कैपेसिटेंस मूल रूप से रिपल को खत्म करता है साथ ही साथ ट्रांजियंट को भी असल में कई बार हम एक कैपेसिटर की बजाए बहुत सारे कैपेसिटर रखते हैं और यह बहुत सारे कैपेसिटर हम कह सकते हैं कि 1 μF के आर्डर के हो सकते हैं जो कि रिपल को अलग करते हैं और हम 10 nF और यहां तक कि एक 100 pF को भी ले सकते हैं सामान्यतः यह इन ट्रांजियंट को देखते हैं क्योंकि याद करो यह एक स्विच ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन जाएगा तो कई सारे ट्रांजियंट पिक्चर में आएंगे और यह ट्रांजियंट बहुत अधिक फ्रिकवेंसी पर होते हैं तो हमें इन ट्रांजियंट को देखने के लिए कैपेसिटेंस की छोटी वैल्यू की आवश्यकता होती है तो RF चौक क्या है वास्तव में RF चौक और कुछ नहीं है बल्कि एक अधिक वैल्यू का इंडक्टर है अब सामान्य रूप से इंडक्टर की वैल्यू इस तरह से लेनी चाहिए जिससे इंडक्टर का एमपीडांस कम से कम 500 ओम या इससे अधिक हो 500 ओम या इससे अधिक क्यों इसका कारण है कि Z0 50 ओम इसलिए यह कम से कम इससे 10 गुना होना चाहिए इसलिए आप 500 ओम और अधिकतम 5000 ओम ले सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं इंडक्टर की बहुत अधिक वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि ये इंडक्टर बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटेंस की तरह कार्य कर सकते हैं ठीक है तो हमें इंडक्टर की अधिक वैल्यू की आवश्यकता क्यों होती है इसका कारण है कि अगर हम इंडक्टर की अधिक वैल्यू नहीं रखते हैं तो AC फ्रीक्वेंसी पर अगर यह बहुत अधिक नहीं होता है तो यह एक ग्राउंड से जुड़ जाएगा याद रखो AC के लिए DC वोल्टेज ग्राउंड की तरह कार्य करता है तो यहां AC इनपुट इस विशेष इंडक्टर के द्वारा शार्ट सर्किट हो जाएगा इसी तरह यहां पर हमें एक अधिक वैल्यू के इंडक्टर को रखने की आवश्यकता होती है जिससे दी गई AC फ्रिकवेंसी पर यह कंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा हमें यहां कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकता होती है जो किDC वोल्टेज को यहां से इनपुट की ओर अथवा आउटपुट की ओर जाने से रोकता है इसलिए इन्हें कपलिंग कैपेसिटर अथवा DC ब्लॉक कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है और फिर से इन केपैसेटेंस की सामान्य वैल्यू कम से कम यहां इस इंपेडेंस के दसवां हिस्सा होना चाहिए तो यह 50 ओम है तो एमपीडांस 5 ओम से कम होना चाहिए लेकिन यहां अगर आप Z 1jωC 05 ओम लेते हो अथवा किसी तरह से तो यह अच्छा है ठीक है इसलिए 05 ओम से 5 ओम के बीच में कुछ भी ले सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है आप किस पर एक स्विच डिजाइन कर रहे हैं उसी के अनुसार कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है अब यहां अभी भी एक छोटी सी समस्या इस सर्किट में है ठीक है और यह छोटी सी समस्या क्या है यहां देखो हम करंट की वैल्यू को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है असल में प्रायोगिक सर्किट में हमें एक सीरीज रजिस्टेंस भी लगाना चाहिए जोकि डायोड से बहने वाली करंट को नियंत्रित करें ठीक है तो वास्तव में अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा एक सीरीज रजिस्टेंस जिसको यहां लेते हैं और जो इस डायोड से बहने वाली करंट को नियंत्रित करेगा लेकिन देखो हम माइक्रोस्ट्रिप लाइन के द्वारा इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो यहां देखो यह एक 50 ओम लाइन है तो Z0 50 ओम के अनुसार लाइन की चौड़ाई को कैलकुलेट करना पड़ता है यह इनपुट है आप कह सकते हैं यह आउटपुट है और यहां एक कपलिंग कैपेसिटर इस लाइन और इसके बीच में जुड़ा हुआ है तो आसानी से आप एक कपलिंग कैपेसिटर को यहां सोल्डर करते हैं आप एक कपलिंग कैपेसिटर यहां सोल्डर करते हैं अब यहां आप क्या देखते हैं यहां कोई भी RF चौक नहीं है यहRF चौक को दर्शाता है जो कि इंडक्टर है लेकिन यहां RF चौक नहीं दिखाया गया है तो देखते हैं RF चौक को कैसे हटाया गया है तो यहां देखो यहां Vs एक वोल्टेज है जोकि V से V स्विच कर सकता है लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आप Vs को V से 0 बोल्ट स्विच करा सकते हैं तब भी यह कार्य करेगा तो अब देखते हैं यहां क्या होता है यहां एक नैरो स्ट्रिपलाइन प्रयोग की है जो कि एक इंडक्टर की तरह कार्य करती है तो इंडक्टर एक अधिक इंपेडेंस वाला पाथ Z jωL देगा और नैरो स्ट्रिपलाइन के लिए हम जानते हैं कि इंडक्टर अधिक होगा इसलिए इंपेडेंस अधिक होगा अब देखते हैं यह कैपेसिटेंस कैसे प्राप्त होता है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एकविशेष चीज पैच कैपेसिटेंस की तरह कार्य करती है तो हम जानते हैं कि पैच कैपेसिटेंस ऊपरी सबस्ट्रेट से ग्राउंड प्लेन तक कैपेसिटेंस देता है तो यह वोल्टेज Vs से ग्राउंड तक एक पैच सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है अभी आप यहां देख सकते हैं कि यह लंबाई λ4 लेते हैं ये लंबाई λ4 की तरह लेते हैं इसका कारण क्या है देखो यह एक ओपन सर्किट है एकλ4 लंबाई की लाइन वास्तव में इस पोर्ट पर 0 इनपुट इंपेडेंस रखेगी तो यह ओपन है यह एक शार्ट की तरह कार्य करेगा इसके बाद यह एक दूसरा λ4 है तो यहां शार्ट ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा तो डिजाइन फ्रीक्वेंसी पर ओपन शार्ट हो जाएगा और इसके बाद यह ओपन होगा तो अगर यह ओपन है जो भी इनपुट हम दे रहे हैं वह आउटपुट में जाएगा देखते हैं यह RF चौक कैसे प्राप्त होता है फिर से यह एक λ4 लाइन के द्वारा प्राप्त होता है तो यहां यह एक शार्ट है तो शार्ट ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा तो इसमें कोई भी पावर व्यर्थ नहीं होगी तो इस कॉन्फ़िगरेशन की सीमाएं क्या है

जो भी इनपुट है यह आउटपुट में जाना चाहिए तो हम चाहेंगे कि जितना संभव हो S21 छोटा होना चाहिए तो आप यहां देख सकते हैं कि यह रिस्पांस 1 GHz से 6 GHz तक का है आप देख सकते हैं कि S21 0 dB के आसपास है असल में आप देख सकते हैं कि यहां इनसरसन लॉस इस पूरे बैंड में 1 dB से कम है अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं यहां अधिक लॉस क्यों है वास्तव में इसका कारण यह नहीं है कि स्विच बेकार है कारण यह है कि हमने कपलिंग कैपेसिटर केवल 100 pF लिया है अगर हम 1 nF कैपेसिटेंस लेते हैं तो यह फ्लैट हो जाएगा तो यह निर्भर करता है कि आपकी ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है अब इस S21 के अनुरूप आप देख सकते हैं कि यह यहां S11 प्लॉट है आप देख सकते हैं कि यह 10 dB है यह लगभग 15 dB है तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इस पूरे बैंडविथ में बढ़िया है लेकिन अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है जब स्विच ऑफ होता है आदर्श रूप से हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि S21 0 ठीक है लेकिन वास्तविकता में हमें क्या मिलता है देखते हैं तो जब डायोड रिवर्स बॉयस है आदर्श रूप से स्विच ऑफ होना चाहिए इसका मतलब है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ कुछ भी नहीं जाना चाहिए लेकिन हम देखते हैं यहां क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी 1 से 6 GHz तक बदल रही है आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन लगभग 16 dB है और जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं यहां आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन लगभग 10 dB हो जाता है और यहां आइसोलेशन बहुत कम होता है तो आप देख सकते हैं कि यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया आइसोलेशन प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया 2 GHz पर आइसोलेशन 10 dB से अधिक होता है तो जो कि पर्याप्त नहीं है इसलिए असल में आपको इस कंफीग्रेशन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए एक दूसरा कंफीग्रेशन देखते हैं जहां डायोड संट कॉन्फ़िगरेशन में प्रयोग किया है इसे संट SPST स्विच के नाम से भी जाना जाता है अब इसे एक संट एडमिटेंस की तरह मॉडल कर सकते हैं और हम जानते हैं कि संट एडमिटेंस के लिएA B C D 1 0 Y 1 जहां हम Y G jB से दर्शाते हैं तो उसी सिद्धांत की मदद से हम उसी एक्सप्रेशन की सहायता से इनसरसन लॉस अथवा आइसोलेशन प्राप्त कर सकते हैं जोकि ऑलफाα के द्वारा दिया जाता है और dB में 20 log 10 है तो आप याद कर सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन 1S21 है तो यह एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि ABCD की नॉर्मलआईज वैल्यू है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि A क्या A1 B क्या है B0 C क्या है

तो स्विच ऑन होने के लिए D1 फॉरवर्ड वॉइस होना चाहिए D2 रिवर्स वॉइस होना चाहिए और स्विच ऑफ होने के लिए D1 रिवर्स वॉइस होना चाहिए D2 फॉरवर्ड वॉइस होना चाहिएअब रिवर्स वॉइस के लिए हम डायोड को कैपेसिटेंस की तरह दर्शा सकते हैं और फॉरवर्ड वाइस के लिए डायोड को हम इंडक्टर की तरह दर्शा सकते हैं रजिस्टेंस यहां नहीं दिखाया गया है ठीक आपको बताने के लिए कि यह कंफीग्रेशन ऐसे दिखता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक लो पास फिल्टर की तरह भी देखते हैं और जब स्विच ऑफ है यह रिवर्स वॉइस होगा तो यह एक कैपेसिटेंस की तरह दर्शाया जाता है और यह फॉरवर्ड वॉइस है तो यह इंडक्टर की तरह दर्शाया जाएगा तो यह एक हाई पास फिल्टर की तरह दिखता है तो सामान्यता हम लो पास फिल्टर रिस्पांस और हाई पास फिल्टर रिस्पांस के मध्य स्विचिंग कर रहे हैं और सामान्य रूप से जब आप लो पास फिल्टर रिस्पांस से हाई पास फिल्टर रिस्पांस में स्विच करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाइड बैंड कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है अब 3 लेने की बजाय आप इन 5 एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां 3 सीरीज 2 संट एलिमेंट है और बस आपको तुलना बता दे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगभग 19 MHz तक आइसोलेशन 3 एलिमेंट की तुलना में बेहतर है कोई भी 5 एलिमेंट के लिए 16 GHz तक 3 डिवाइस के लिए 12 GHz तक लगभग 20 dB आइसोलेशन प्राप्त कर सकता है अब पिन डायोड की जगह आप मैसफेट का प्रयोग कर सकते हैं इन डायोड के कॉन्बिनेशन की मदद से आप वाइड बैंड स्विच को भी प्राप्त कर सकते हैं तो अब आज का सारांश देखते हैं आज हमने पिन डायोड स्विच के बारे में देखा जहां यह पिन डायोड या तो सीरीज कंफीग्रेशन में अथवा संट कंफीग्रेशन अथवा सीरीज संट कंफीग्रेशन में प्रयोग होते हैं और सीरीज संट कंफीग्रेशन में कई सारे डायोड का प्रयोग करके हम बहुत अधिक बैंडविथ प्राप्त कर सकते हैं तो यह एप्लीकेशन पर निर्भर करता है कि आइसोलेशन कितना आवश्यक है और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है वास्तव में आप 1 एलिमेंट अथवा 5 एलिमेंट तक पिन डायोड ले सकते हैं तो अगले लेक्चर में हम SP2T और कुछ और एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे जिसको सिंगल पोल डबल थ्रो के नाम से जाना जाता है तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे फिर मिलेंगे बाय